शुभ प्रभात तो अब प्रोजेक्टर मॉनिटरिंग और कंट्रोल के अन्य पहलू देखते हैं अब हम कुछ अलग कांसेप्ट के बारे में देखेंगे जिसे अर्न वैल्यू एनालिसिस कहा जाता है और फिर हम बेसलाइन बजट के फंडामेंटल कांसेप्ट को देखेंगे इसलिए कल पिछली कक्षा में हमने कॉस्ट मॉनिटरिंग के बारे में चर्चा की थी इसलिए आजकल अर्न वैल्यू एनालिसिस ने लोकप्रियता हासिल कर ली है और इसे कॉस्ट मॉनिटरिंग प्रक्रिया के शोधन के रूप में देखा जा सकता है जिसकी चर्चा हमने पिछली कक्षा में की है इसलिए यह अर्न वैल्यू एनालिसिस USA के रक्षा विभाग में विभिन्न परियोजनाओं को नियंत्रित करने के उपायों के एक भाग के रूप में उत्पन्न हुआ था जो कि रक्षा विभाग के लिए ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे हैं यह अवधारणा एक मूल्य को निर्धारित करने पर आधारित है जिसे हमें मूल रूप से प्रत्येक कार्य या वर्कफ्लो पैकेजेस के लिए एक मूल्य निर्धारित करना है आपने डब्ल्यूबी के काम के ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का अध्ययन किया है वहां आपने देखा है कि कैसे एक नौकरी को कई वर्क पैकेजेस में विभाजित किया जाता है इसलिए यह प्रारंभिक अर्नवैल्यू एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट् है यह एनालिसिस एक WBS के आधार पर और मूल एक्सपेंडिचर फॉरकॉस्ट के आधार पर या मूल एक्सपेंडिचर प्रीडिक्शन के आधार पर प्रत्येक कार्य या कार्य पैकेज के लिए कुछ मूल्य प्रदान करने पर आधारित है तो आइए हम इस के साथ एक सादृश्य देखते हैं तो यह अर्नवैल्यू एनालिसिस यह देखने के समान है और कीमत जो किसी ठेकेदार द्वारा कुछ यूनिट काम करने के लिए सहमत हो सकती है निर्दिष्ट मूल्य ही मूल बजट कॉस्ट है तो उस मूल्य को एक कार्य या नियोजित किया जाएगा जो अनुमानित लागत कह सकता है कि हम अनुमानित लागत कह सकते हैं कि असाइन वैल्यू एक विशेष वस्तु या किसी विशेष कार्य के लिए मूल बजट कॉस्ट है जिसे हम कह सकते हैं और इसे इस रूप में जाना जाता है पलैंड वैल्यू या इसे कार्य शेड्यूल या बीसीडब्ल्यूएस की बजट कॉस्ट के रूप में भी जाना जाता है तो पलैंड वैल्यू को उस मूल्य के रूप में माना जा सकता है जो किसी वस्तु के लिए या किसी कार्य के लिए मूल बजट कॉस्ट है अब एक कार्य जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है उसे सामान्य रूप से शून्य का अर्न वैल्यू सौंपा गया है ओके तो एक कार्य वह है इसलिए अभी तक एक ऐसा कार्य शुरू नहीं किया है जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है और शुरू में इसे शून्य का अर्न वैल्यू सौंपा गया है और फिर जब यह पूरा हो गया है तो इस कार्य को भी प्रोजेक्ट करें और इसलिए प्रोजेक्ट को उस कार्य के मूल पलैंड वैल्यू का श्रेय दिया जाता है एक समय में एक परियोजना के लिए जमा किए गए कुल मूल्य को अर्न वैल्यू के रूप में जाना जाता है इसलिए हम पहले से ही देख चुके हैं कि यह पलैंड वैल्यू क्या है अब हम अर्न वैल्यू के बारे में कुछ देखेंगे अर्नवैल्यू कुल मूल्य है जिसे किसी विशेष समय में किसी परियोजना के लिए श्रेय दिया जाता है इसे अर्नवैल्यू के रूप में जाना जाता है इसे अन्यथा प्रदर्शन किए गए कार्य या बीसीडब्ल्यूपी के बजट कॉस्ट के रूप में जाना जाता है तो यह माना जा सकता है कि अर्नवैल्यू का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है बस हम इस तरह एक सादृश्य के रूप में सोच सकते हैं तो इस मूल्य को पैसे के मूल्य या कर्मचारियों के समय या पीवी के प्रतिशत के रूप में दिखाया जा सकता है किसी भी तरह से ईवी को व्यक्तिगत महीनों या इतने पर या पीवी के प्रतिशत के रूप में शायद पैसे के मामले में या कर्मचारियों के समय की राशि के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है तो इसी तरह हमने अभी PV के अनुरूप को देखा है और उस मूल्य को हम पहले से ही इस पलैंड वैल्यू के अनुरूप देख चुके हैं अब इसी तरह हम अर्न वैल्यू के अनुरूप देखते हैं अर्न वैल्यू को उस सहमत मूल्य के रूप में माना जा सकता है जिसे काम पूरा होने के बाद ठेकेदार को भुगतान करना पड़ता है तो अब हम देखते हैं कि जब कोई काम शुरू किया जाता है तो हम इन मूल्यों को कैसे प्रदान कर सकते हैं देखें कि अलग अलग तकनीकें हैं जब कार्य शुरू किया गया है लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो अर्न वैल्यू को कैसे असाइन किया जाए इसलिए जहां कार्य शुरू कर दिया गया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है तब अर्न वैल्यू को असाइन करने के कुछ सुसंगत तरीके को लागू किया जाना चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में ये सामान्य तरीके हैं जो उन कार्यों के लिए लागू किए जाते हैं जिन्हें शुरू किया गया है लेकिन अभी तक वे अर्न वैल्यू किए गए मूल्य को पूरा करने के लिए पूरा नहीं किया गया है यह तकनीकें 100 तकनीक द्वारा 0 50 तकनीक 50 से 50 75 20 तकनीक द्वारा 75 25 तकनीक माइलस्टोन तकनीक और एक प्रतिशत पूर्ण तकनीक हैं अब हम इन उपरोक्त तकनीकों में से एक को देखते हैं पहले हम तकनीकों पर जाने से पहले इन तकनीकों पर कुछ सामान्य सामान्य बातें देखते हैं आप कह सकते हैं कि 0 बाय 100 तकनीक आम तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए पसंद की जाती है हम देखेंगे कि यह अधिक उपयोगी क्यों है यदि आप 50 से 50 तकनीक का उपयोग करेंगे तो यह आपको गतिविधि की रिपोर्टिंग का मूल्यांकन करके सुरक्षा का एक गलत अर्थ दे सकता है यह कहना शुरू कर देता है कि यह अब तक 50 प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है लेकिन जो डेवलपर कह सकता है कि हमने 50 प्रतिशत किया है तो वे 50 प्रतिशत के लिए भुगतान के लिए पूछ सकते हैं इसलिए यह गतिविधि की रिपोर्टिंग शुरू होने पर रेटिंग को ओवर वैल्यू करके सुरक्षा का गलत अर्थ दे सकता है माइलस्टोन तकनीक लंबी अवधि के अनुमान के साथ गतिविधियों के लिए उपयुक्त है इसलिए जिन गतिविधियों के लिए हमारे पास लोंग ड्यूरेशन की गतिविधि लोंग ड्यूरेशन एस्टीमेट हैं उन मामलों में एक माइलस्टोन तकनीक अधिक उपयुक्त है लेकिन जब आप माइलस्टोनतकनीक लागू कर रहे हैं तो यह कहना बेहतर होगा कि गतिविधि को पहले कई छोटे कार्यों में तोड़ दिया जाए फिर आप अर्न वैल्यू के निर्धारण के लिए इस अर्न वैल्यू एनालिसिस के लिए माइलस्टोन पर आधारित तकनीक लागू कर सकते हैं अब पहली तकनीक को देखते हैं जो कि 0 बाय 100 तकनीक है तो इस तकनीक में एक कार्य को शुरू में पहले 0 का मान दिया जाता है तो इस तकनीक में किसी कार्य को 0 तक का मान दिया जाता है जब तक यह पूरा नहीं हो जाता इसलिए जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता है तब तक कोई मूल्य नहीं दिया जाता है इसलिए किसी कार्य को 0 का मान दिया जाता है जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता है लेकिन यह कब है और कब इसे 100 प्रतिशत के मूल्य का बजट दिया जाता है इसलिए जब कार्यों को पूरा किया जाता है तो केवल 100 प्रतिशत बजट वाले मूल्य का 100 प्रतिशत उस कार्य को सौंपा जाता है जिसे 0 द्वारा 100 तकनीक के रूप में जाना जाता है technique कहती है कि किसी कार्य को शुरू करते ही उसके मूल्य का 50 प्रतिशत मान दिया जाता है इसलिए जैसे ही कार्य शुरू होते हैं कुल मूल्य का 50 प्रतिशत मान असाइन किया जाता है और बाकी 50 प्रतिशत कार्य पूरा होने के बाद सौंपा जाता है और उन्हें पूरा होने पर 100 प्रतिशत मान दिया जाता है इसलिए यह कुछ कांट्रेक्चुअल एग्रीमेंटस से मेल खाता है जहां एक ठेकेदार को काम शुरू करते समय आधा सहमत मूल्य दिया जाता है मान लीजिए कि आप भवन निर्माण पर विचार कर रहे हैं इसलिए ठेकेदार को कुछ मूल्य के लिए सहमति दे दी गई है और फिर कीमत का 50 प्रतिशत आपको तब देना होगा जब वह शुरू करता है क्योंकि उसे कच्चे माल के लिए भुगतान और श्रम कार्यों के लिए भुगतान करना पड़ सकता है और इसी तरह जैसे भी हो इसलिए पहले 50 प्रतिशत आपको भुगतान करना होगा जैसे ही वह काम शुरू करता है और बाकी का भुगतान उस परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने पर किया जा सकता है तो यह 50 से 50 तकनीक के रूप में जाना जाता है जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह निर्माण अन्य परियोजनाओं वगैरह के निर्माण के लिए काम कर सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यह काम नहीं कर सकता है क्योंकि यह कैसे मापें कि वास्तव में उन्होंने कुछ 50 प्रतिशत क्या किया है जो 50 प्रतिशत होगा जो कि गणना करना मुश्किल होगा तो यही कारण है कि यहां यह उपयुक्त नहीं हो सकता है और सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास हम 0 द्वारा 100 तकनीक का उपयोग करते हैं तो यह तकनीक के समान है एक और तकनीक है जिसे तकनीक कहा जाता है इसलिए यहां 75 प्रतिशत कार्य सौंपा गया है और परियोजना शुरू होते ही शुरू हो जाएगा तो 75 प्रतिशत मान असाइन किया गया है और शेष 25 प्रतिशत परियोजना का पूरा होना पर असाइन किया गया है तो यह अक्सर उपयोग किया जाता है जब उपकरण का एक बड़ा आइटम खरीदा जा रहा है इसलिए उदाहरण के लिए आप एक बहुत बड़ा जनरेटर या एक बहुत बड़ा सर्वर खरीद रहे हैं इसलिए जब आप आपको खरीद रहे हैं तो वह क्या कह सकता है कि ठेकेदार मैं 75 प्रतिशत चाहता हूं क्योंकि मुझे तुरंत पता है कि क्या खरीदना है और इसे देना है और बाकी 25 प्रतिशत सफल इंस्टॉलेशन ओके पर दिया जा सकता है इसलिए इस तकनीक का उपयोग तब किया जा सकता है जब उपकरणों की एक बड़ी वस्तु जैसे कि बड़े जनरेटर बड़े क्या सर्वर वगैरह या बादल वगैरह वे खरीदे जा रहे हैं इसलिए उन मामलों में कुल मूल्य का 75 प्रतिशत का भुगतान तब किया जाता है जब उपकरण वास्तव में वितरित किया जाता है और बाकी 25 प्रतिशत का भुगतान सफल स्थापना और परीक्षण के बाद किया जा सकता है तो अगली तकनीक को माइलस्टोन टेक्निकसmilestone techniques तकनीक कहा जाता है तो यहाँ कुछ माइलस्टोन की उपलब्धि के आधार पर एक कार्य को एक मूल्य दिया जाता है इसलिए यहां हम यह नहीं इस्तेमाल करते हैं कि 50 से 50 या 75 से 25 वगैरह क्या है जो उन्होंने कुछ माइलस्टोन की उपलब्धि के आधार पर सौंपा है जो माइलस्टोन हो सकते हैं माइलस्टोन SRS पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस का अनुमान लगाया जा सकता है सफलतापूर्वक 1 माइलस्टोन तैयार किया जाता है डिजाइन आपके लिए है हमने डेटा फ्लो डायग्राम को सफलतापूर्वक तैयार किया है यूएमएल डायग्राम वगैरह डिजाइन खत्म हो गया है एक और माइलस्टोन हो सकता है कि कोडिंग खत्म हो गई है एक और माइलस्टोन हो सकता है कि परीक्षण खत्म हो गया है इसलिए आम तौर पर यहां कुछ माइलस्टोनस की उपलब्धि के आधार पर मूल्य सौंपा जाएगा तो इस तकनीक में किसी कार्य को एक मान दिया जाता है इसे एक मूल्य के आधार पर सौंपा जाता है उन माइलस्टोनस जिन्हें मूल बजट योजना के हिस्से के रूप में मूल्यों को सौंपा गया है अगला प्रतिशत पूर्ण है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि प्रतिशत पूरा यहाँ हमें गिनना है कि हमें काम पूरा करने की मात्रा को मापना है तो हम कह सकते हैं कि 10 प्रतिशत 20 प्रतिशत 50 प्रतिशत पूर्ण होने का प्रतिशत क्या है कुछ मामलों में उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम की मात्रा को मापने का एक तरीका हो सकता है कि कुल काम क्या है और अब तक हमने कितने प्रतिशत काम पूरा किया है आइए हम एक उदाहरण लेते हैं सूचना प्रणाली पर कार्यान्वयन के भाग के रूप में कई डेटा रिकॉर्ड को मैन्युअल रूप से डेटाबेस में टाइप करना पड़ता है एक संस्थान में कहें कि 10000 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र के लिए आपको एक रिकॉर्ड बनाना होगा तो और वे हैं जो छात्र रिकॉर्ड को मैन्युअल रूप से टाइप करना है तो वह और वे एक डेटाबेस में सहेजे जाएंगे तो इस मामले में मूल्य और प्रतिशत के संदर्भ में दे सकते हैं इसलिए 1 महीने के बाद आप कहते हैं कि केवल 1000 छात्रों के रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया गया है इसका मतलब है 10 प्रतिशत पूरा हो गया है तो उस 10 प्रतिशत डेटा एंट्री के आधार पर हम एक मान प्रदान कर सकते हैं 2 महीने कहने के बाद हमने देखा है कि 20 प्रतिशत 2000 रिकॉर्ड पूरे हो चुके हैं इसका मतलब है कि 20 प्रतिशत काम किया गया है इसलिए मूल रूप से हम यहां डेटा रिकॉर्ड की संख्या की गणना कर रहे हैं और इस पर आधारित है कि किस राशि या कितने रिकॉर्ड पूरे किए गए हैं हम कुछ मूल्य असाइन कर सकते हैं यह प्रतिशत पूर्ण के रूप में जाना जाता है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है यह उदाहरण सूचना प्रणाली के कार्यान्वयन के भाग के रूप में माना जाता है कि कई डेटा रिकॉर्ड को मैन्युअल रूप से डेटाबेस में टाइप करना होता है फिर वास्तविक संख्या जहाँ तक यह पूरा किया जाता है इसे उद्देश्यपूर्ण रूप से गिना जा सकता है इसे उद्देश्यपूर्ण रूप से मापा जा सकता है और फिर मूल्य तदनुसार सौंपा जा सकता है इसे कुछ इस प्रतिशत पूर्ण विधि के रूप में जाना जाता है अब मैं आपको पहले ही दो महत्वपूर्ण शब्द पलैंड वैल्यू और अर्न वैल्यू बता चुका हूँ तो पलैंड वैल्यू को यह माना जा सकता है कि किसी कार्य को पूरा करने के प्रयास या लागत का मूल अनुमान इसलिए किसी कार्य को पूरा करने के लिए मूल अनुमान किसी प्रयास या व्यक्ति महीने या लागत के संदर्भ में हो सकता है जिसे पलैंड वैल्यू मान या PV के रूप में जाना जाता है जहां अर्न वैल्यू या काम किए गए बजट की लागत के रूप में माना जा सकता है पूरे काम के लिए पलैंड वैल्यू का कुल इस समय ठीक है इसलिए अर्न वैल्यू को उस समय के संपूर्ण कार्यों के लिए सभी कार्यों के लिए कुल पीवी के रूप में माना जा सकता है जिसे इस समय अर्न वैल्यू के रूप में जाना जाता है इसलिए इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे इसलिए हम बाद की स्लाइड्स में उन शब्दों को अर्न वैल्यू और पलैंड वैल्यू वगैरह का उपयोग करेंगे आइए अब हम इस बेसलाइन बजट के बारे में बताते हैं बेसलाइन बजट का क्या मतलब है तो अर्न वैल्यू विश्लेषण पर सेटिंग में पहला कदम है जो एक बेसलाइन बजट बनाता है इसलिए अब हम अर्न वैल्यू एनालिसिस पर चर्चा कर रहे हैं एक आधारभूत बजट बनाने के लिए अर्न वैल्यू एनालिसिस को स्थापित करने या तैयार करने में पहला कदम तो बेसलाइन बजट क्या है बेसलाइन बजट प्रोजेक्ट प्लान ओके पर आधारित है इसलिए हमने पहले से ही नियोजन पर चर्चा की है और इसलिए यह बेसलाइन बजट परियोजना की योजना पर आधारित है जो अर्न वैल्यू में पूर्वानुमान की वृद्धि को दर्शाता है तो जैसे ही समय बीतता है पूर्वानुमान वृद्धि क्या होती है अनुमानित विकास क्या है या अर्न वैल्यू में अनुमानित वृद्धि क्या है यह बेसलाइन बजट द्वारा दर्शाया गया है तो अर्न वैल्यू अर्जित मूल्य आइए हम देखें कि इसे कैसे मापा जा सकता है अर्न वैल्यू को मॉनिटर वैल्यूस में मापा जा सकता है लेकिन कर्मचारियों के मामले में गहन प्रोजेक्ट्स की संख्या थी जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कार्य कर रहे हैं व्यक्ति के घंटे या व्यक्ति के महीनों और कार्यदिवस में अर्न वैल्यू को मापना सामान्य है इसलिए मूल रूप से अर्न वैल्यू यह देखेगा कि इसे रुपये के रूप में मॉनिटरी वैल्यू मूल्य में मापा जा सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आमतौर पर लोग इसका उपयोग करते हैं लोग अर्न वैल्यू को व्यक्ति के घंटों या व्यक्ति महीनों और संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे काम के दिन अब देखते हैं कि यह बेसलाइन बजट कैसे तैयार कर सकता है सलिए एक बेसलाइन बजट यह आसानी से तैयार किया जा सकता है यदि हम गैंट चार्ट पहले से ही आपको दे चुके हैं और गैंट चार्ट हम पहले ही देख चुके हैं यह एक सरल गैंट चार्ट दिखाया गया है यह गैंट चार्ट पहले से ही हमने पिछली कक्षाओं में भी दिखाया है तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यहाँ x axis में कमजोर संख्याएँ ली गई हैं और यहाँ रिसोर्सेज पर विचार किया गया है और यहाँ दिखाया गया है कि सप्ताह के किस दिन से इसे शुरू किया गया है और आप इन भागों में दो भाग में बारस में देख सकते हैं एक छायांकित भाग है एक अन्य अप्रकाशित भाग है और अप्रकाशित भाग फ्लोट या फ्री टाइम या सलेक टाइम का प्रतिनिधित्व करता है जिसे हमने पहले ही गैंट चार्ट के बारे में चर्चा करते हुए देखा है अब देखते हैं कि आप दिए गए गैंट चार्ट से आप से बेसलाइन बजट कैसे तैयार कर सकते हैं देखें कि हमें यह देखना है कि हम इन अर्न वैल्यू की गणना करना चाहते हैं और हम पहले बेसलाइन और बजट तैयार करना चाहते हैं और फिर बजट कार्य दिवस क्या है क्या होगा अगर नियोजित कार्य दिवस आप इस बात से देख सकते हैं कि जिस योजनाबद्ध तरीके से काम किए गए बजट के दिनों में गैंट चार्ट पर काम किया जाता है उसे पहले की तरह दिया जाता है जो कि पूरे सिस्टम को बताता है अ इसलिए उस ओवरऑल सिस्टम जिसमें आप देख सकते हैं कि इसे शुरू होने में 34 दिन लग रहे हैं उस समग्र सिस्टम को निर्दिष्ट करें जिसमें यह 34 दिन है इसलिए हमें यहां सूचीबद्ध करना होगा इसलिए समग्र प्रणाली बताता है जिसमें 34 दिन लगते हैं और शेड्यूल पूरा होने पर यह 0 से शुरू होगा जाहिर है यह लिया जाएगा क्या 0 प्लस 34 दिन और संचयी कार्य दिवस भी 34 दिन तो अब तब मॉड्यूल बी को निर्दिष्ट करें और आप ऊपर दिए डायग्राम से देख सकते हैं कि मॉड्यूल बी निर्दिष्टspcify करें और मॉड्यूल डी भी मॉड्यूल ए को निर्दिष्ट करें ये तीन गतिविधियां इन तीनों कार्यों को समान रूप से शुरू किया जाता है over इन निर्दिष्ट दिनों के इन 34 दिनों के बाद एक प्रदर्शन किया जाता है तो यह निर्दिष्ट मॉड्यूल बी कितने दिन लेता है मॉड्यूल डी को निर्दिष्ट करते हुए 15 दिन और मॉड्यूल ए 20 दिनों को निर्दिष्ट करता है इसलिए हमें यहां यह लिखना होगा कि मॉड्यूल बी 15 दिन निर्दिष्ट करेगा मॉड्यूल डी 15 दिन निर्दिष्ट करेगा मॉड्यूल ए 20 दिन निर्दिष्ट करेगा अब हम यह बजट कार्यदिवस उसके नियोजित कार्य दिवस क्या हैं अब scheduled completion क्या होगा पहली गतिविधि कहती है कि ओवरलोड सिस्टम ने 0tn तारीख शुरू कर दी है इसलिए 34 दिनों के मॉड्यूल में पूरा होने वाला है निर्दिष्ट मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी को इस समग्र सिस्टम स्पेसिफिकेशन के बाद ही शुरू किया जा सकता है तो 34 दिनों के बाद आपने शुरू किया है कि इसमें कितने दिन लगते हैं 15 दिनों के काम का बजट तो 34 प्लस 15 49 है यह डी है और मॉड्यूल डी को निर्दिष्ट कर रहा है और उन्होंने बी के साथ समानताएं भी शुरू की हैं 34 daysइसलिए मॉड्यूल ए निर्दिष्ट करने पर भी 15 दिनों की टिप्पणी होगी जब इसे 34 दिनों के बाद शुरू किया जा सकता है तो 34 प्लस 15 49 है और अब आप देख सकते हैं कि क्यूमयूलेटिव वर्क डेज क्या है तो क्यूमयूलेटिव वर्क डेज पहले काम की नौकरी 34 दिनों पर खत्म हो जाती है फिर इस दूसरी नौकरी में 15 दिन लगते हैं तो 15 के लिए 34 कितना 49 और अगला है इसका मतलब है मॉड्यूल डी को निर्दिष्ट करने के लिए भी 15 दिन लगते हैं तो 49 प्लस 15 64 है इसलिए तीसरी गतिविधि तक क्यूमयूलेटिव वर्क डेज 64 दिन है So चौथा एक निर्दिष्ट मॉड्यूल ए है जो यह 20 दिनों के बाद लेता है पहली नौकरी पूरी होने के बाद क्योंकि ये तीनों समानांतर चल रहे हैं हमने सिर्फ समानताएं शुरू की हैं इसलिए 34 दिनों के बाद 20 इसलिए 54 दिन लगते हैं इसलिए 34 दिनों के बाद 20तो अब यह काम क्या है जो क्यूमयूलेटिव वर्क डेज है इस गतिविधि में 20 दिन लगते हैं तो 64 प्लस 20 84 दिनों के बराबर है तो क्यूमयूलेटिव वर्क डेज84 दिनों के बराबर है इस तरह आप यह देख सकते हैं कि बजट क्यूमयूलेटिव वर्क डेजस गैंट चार्ट में पहले से ही उपलब्ध है तो आप निर्धारित पूरा होने का पता लगा सकते हैं और फिर आप किन मूल्यों को उचित रूप से जोड़ सकते हैं तब आपको क्यूमयूलेटिव वर्क डेज मिलेंगे तो अप करने के लिए इसलिए अब आप कह सकते हैं कि सभी कार्यों को पूरा करने के लिए कुल क्यूमयूलेटिव वर्क डेज कार्य दिवस 237 दिन होने वाले हैं अब हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्यूमयूलेटिव या क्यूमयूलेटिव अर्न वैल्यू का प्रतिशत क्या है तो कुल संचयी दिन 200 है कुल संचयी कार्य तिथियों की आवश्यकता 237 दिन है अब हम 34 दिन लगने वाली पहली गतिविधि को ध्यान में रखेंगे तो प्रतिशत क्या है 34 को 237 से 100 में विभाजित किया गया जो 1435 प्रतिशत पर आ जाएगा इस प्रकार इस दूसरी और तीसरी गतिविधि के लिए संचयी कार्य दिवस 64 है और कुल संचयी कार्य दिवस 237 है इसलिए 64 में 237 100 में 27 प्रतिशत आ रहा है इसी प्रकार चौथी गतिविधि के लिए आप संचयी कार्य दिवसों को 430 तक देख सकते हैं यह है कि यह कुल 84 दिनों की कुल संख्या 237 है इसलिए 84 से 237 तक 100 में आ रहा है 3544 प्रतिशत तो इस तरह से आप क्यूमयूलेटिवअर्न वैल्यू के प्रतिशत की गणना कर सकते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह बेसलाइन बजट क्या है बेसलाइन बजट वह है जो आरंभिक परियोजना योजना पर आधारित बजट के आधार पर होता है और समय बीतने के साथ अर्न वैल्यू में पूर्वानुमान वृद्धि को दर्शाता है अर्न वैल्यू में पूर्वानुमानित दर वृद्धि क्या होगी जो आधारभूत बजट में दर्शाई गई है और हमने इसके लिए देखा है नमूना उदाहरण यह अनुमानित वृद्धि है यह अर्न वैल्यू में पूर्वानुमानित वृद्धि है तो इस तरह आप संचयी अर्न वैल्यू का प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं और निश्चित रूप से कुल अर्जित मूल्य 100 प्रतिशत होगा किसी दिए गए प्रोजेक्ट के लिए बेसलाइन बजट तैयार कर सकते हैं इसलिए यदि गैंट चार्ट दिया जाता है तो तैयारी करना अधिक आसान होगा बेसलाइन बजट तैयार करना या बेसलाइन बजट की गणना करना अधिक आसान होगा उसी चीज को ग्राफ के रूप में दिखाया गया है ही बात हम इस डेटा से कह सकते हैं बेसलाइन बजट से इस दिए गए डेटा से इसे किस ग्राफ के रूप में दर्शाया जा सकता है आइए हम ग्राफ का विश्लेषण करते हैं जिससे हम ग्राफ की व्याख्या कर सकें इसलिए इस बजट में हमने जो तकनीकें दी हैं तो आप देखते हैं कि इस संदर्भ में तकनीक द्वारा 0 का मतलब क्या है आप देख सकते हैं कि इस परियोजना के 34 तक किसी भी earned value के साथ जमा होने की उम्मीद नहीं है जब समग्र प्रणाली निर्दिष्ट गतिविधि को पूरा करना है तो आप कह सकते हैं कि पहला कार्य ३४ दिनों में पूरा होने की उम्मीद है तो 34 दिनों तक कोई मान असाइन नहीं किया गया है तो इसका मतलब है कि हम 0 बाय 100 तकनीक का उपयोग कर रहे हैं शुरू में कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है जब नौकरी पूरी हो जाती है तो हम पूर्ण मूल्य प्रदान करते हैं यहां पूर्ण मूल्य क्या है 34 दिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अर्जित मूल्य का प्रतिनिधित्व मॉनिटरी शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है जो व्यक्तिगत महीनों में या काम के दिनों में होता है तो यहाँ काम के दिनों को ध्यान में रखा जाता है तो earned value में कोई earned value नहीं दिया जाता है 0 मान दिया जाता है और जब काम पूरा हो जाता है तो यह काम 34 दिनों पर पूरा होता है इसलिए 34 दिनों के लिए 34 कार्य दिवसों के मूल्य का मूल्य 34 इस अर्जित मूल्य को सौंपा गया है जो कि मैं यहां कह रहा हूं आप ग्राफ में भी देख सकते हैं यह 30 अप करने के लिए 34 है मूल्य देखें 0 है और 34 से तो मूल्य 34 दिन पर कितना जाता है इस संचयी कार्य दिनों का मतलब संचयी कार्य दिवस है तो यह बीते हुए दिन वास्तविक दिन बीत चुके हैं इसलिए 34 दिन पर संचयी कार्य दिवस 34 हो जाता है इसका मतलब है कि 34 का earned value यहां सौंपा गया है और अब जैसे ही इन मूल्यों से समय आगे बढ़ता है आप कर सकते हैं तो अगला क्या 64 है और यह मूल्य उनतालीस पर दिया जा सकता है इसलिए जब यहां 49 दिन बीत गए तो आप यहां 49 देख सकते हैं मूल्य क्या है हम इसे पसंद करने के लिए दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसलिए जब 49 है तो यह 64 है इसलिए जब यह 49 दिन का हो तो आप देख सकते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो 64 दिया जाएगा So तो इस तरह से आप दे सकते हैं कि आप इस तालिका से अलग अलग मान निर्दिष्ट कर सकते हैं जो आपको अलग अलग काम के दिनों का पता लगाते हैं और आप मान निर्दिष्ट कर सकते हैं तो 34 तक कोई मान नहीं दिया जाता है और 34 के दिन पूर्ण मूल्य दिया जाता है जो कि 34 है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 बाय 100 तकनीक का उपयोग earned values को define करने के लिए किया जाता है यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस परियोजना के 34 दिन तक किसी भी earned value के साथ जमा होने की उम्मीद नहीं है जब गतिविधि पहली गतिविधि जो कि defined है कि सिस्टम को पूरा करना है यह गतिविधि 34 व्यक्ति दिनों का उपभोग करने के लिए पूर्वानुमानित की गई थी और इसलिए यह इसलिए होगा कि अर्न वैल्यू के 34 व्यक्ति दिनों का श्रेय जब यह पूरा हो गया है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह 34 वर्ष पूरा हो गया है तो आप 34 का अर्न वैल्यू देखते हैं यहां सौंपा गया बेसलाइन बजट चार्ट के अन्य चरण अन्य गतिविधियों की निर्धारित पूर्ण तिथियों के साथ मेल खाते हैं इसलिए बेसलाइन बजट चार्ट में अन्य चरण वे अन्य गतिविधियों की निर्धारित पूर्ण तिथियों के साथ मेल खाते हैं तो फिर यह पूरी तरह से चल रहा है इसलिए आज हमने 0 के बारे में देखा है 100 तकनीक जहां शुरुआत में 0 मान असाइन किए गए हैं और पूर्ण मान असाइन किया गया है जब नौकरी पूरी हो जाती है तो 50 में यह परियोजनाओं पर सॉफ्टवेयर विकास के लिए सबसे उपयुक्त है और यहां 50 से 50 तकनीक एक बार काम शुरू किया जाता है और 50 प्रतिशत मूल्य सौंपा जाता है और बाकी 50 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद सौंपा जाता है और इसमें कच्चे माल वगैरह की खरीद के लिए लेबर चार्ज के भुगतान के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह की तरह उपयुक्त होता है 75 बाय 20 तकनीक का उपयोग इस मामले में किया जाता है जहां आप एक बड़े उपकरण या तो खरीदना चाहते हैं इसलिए वे शुरू में आपके पास तब होते हैं जब आपके पास होता है जब ठेकेदार उपकरण की आपूर्ति करता है तो आप क्या 75 प्रतिशत या 75 मान दे सकते हैं जो आप असाइन कर सकते हैं और बाकी 25 मूल्य अर्न वैल्यू को सौंपा जा सकता है या अगले शेष 25 प्रतिशत भुगतान हो सकता है सफल स्थापना और परीक्षण के बाद बनाया गया और milestone टेक्निक में एसआरएस के कुछ माइलस्टोन की उपलब्धि के आधार पर मूल्य पूछा जा सकता है तो डिजाइन में कुछ मूल्य पूरा हो गया है कुछ मूल्य सौंपा कोडिंग पूरा हो गया है कुछ मूल्य असाइन किया जा सकता है और परीक्षण पूरा हो गया है यह एक और माइलस्टोन है कुछ अन्य मूल्य कुछ मूल्य इस तरह सौंपा जा सकता है और यहां प्रतिशत पूर्ण तकनीक में मूल रूप से यहां आपको यहां गिनना है कि आपको कार्य प्रगति को मापना है और उदाहरण हमने देखा है कि आप मान लेते हैं कि आप एक डेटाबेस विकसित कर रहे हैं जहां आपको प्रवेश करने के बाद छात्र के रिकॉर्ड को देखना होगा 1 महीने का अंत क्या है अगर कुल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है 100 खेद 10000 है और आपने केवल 1000 दर्ज किए हैं इसका मतलब है एक 10 प्रतिशत क्या डेटा प्रविष्टि किया गया है तो तदनुसार मूल्य सौंपा जा सकता है भी प्रस्तुत की है तो बेसलाइन बजट की अवधारणा क्या अर्जित मूल्य विश्लेषण में मदद करेगी इसलिए अगली कक्षा में हम देखेंगे कि ये पीवी ईवी मूल्यों को कैसे आधारभूत मान लेते हैं जो परियोजना की प्रगति की निगरानी में सहायक होंगे तो यह बात हमने इस पुस्तक से ली है आप इस पुस्तक को आगे के विवरण के लिए संदर्भित कर सकते हैं